हमने अल्कोहल यानी OH के खराब लीविंग ग्रुप को अच्छे लीविंग ग्रुप में बदलने के कुछ तरीकों पर ध्यान दिया है हमने HBr HCl HI जैसे एसिड के साथ हीटिंग के तरीकों को देखा है जिसमें SN2 तंत्र के माध्यम से प्राथमिक अल्कोहल रिएक्शन करेंगे जबकि टर्शरी अल्कोहल SN1 तंत्र के माध्यम से संबंधित एल्काइल हैलिड्स बनाने के लिए रिएक्शन करना पसंद करेंगे यह OH को OH2 में परिवर्तित करने के अच्छे तरीकों में से एक है जोकि एक अच्छा लीविंग ग्रुप है जिसे बाद में रिएक्शन में आने वाले न्यूक्लियोफाइल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अब एक चीज जिसका हम उल्लेख करना चाहते हैं वह यह है कि सिर्फ OH से OH2 में परिवर्तित करना ही पर्याप्त नहीं है इसलिए उदाहरण के लिए यहां कार्बनिक रसायन विज्ञान में सबसे आम गलतियां जो छात्र अपने उत्तर लिखते में करते हैं देखी हैं वह है कि यहां यह अल्कोहल है और हम इस यौगिक पर E2 रिएक्शन करना चाहते हैं जिससे यह OH लीविंग ग्रुप के रूप में अलग हो जाए I हालांकि यह तुरंत E2 रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इनकमिंग बेस बीटा हाइड्रोजन पर हमला करने के बजाय अल्कोहल हाइड्रोजन पर हमला करेगा इसके बजाय हम चाहते हैं कि हम उसे एक अच्छा लीविंग ग्रुप में बदल दे और फिर संबंधित E2 रिएक्शन कर दे अब अधिकांश छात्र कुछ इस तरह से करते हैं कि वे एक मजबूत एसिड के साथ रिएक्शन के माध्यम से इस OH को OH2 में परिवर्तित कर देंगे लेकिन इसे OH2 में परिवर्तित करने से कोई फायदा नहीं है इसे संबंधित क्लोराइड बनाने की जरूरत है और फिर आप E2 रिएक्शन कर सकते हैं अधिकांश छात्र सोचते हैं कि OH को OH2 में परिवर्तित करना पहले से ही एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने जैसा है और फिर वे इसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन इसके बारे में सोचें जैसे ही आप इसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं बेस केवल अम्लीय हाइड्रोजन को हथियाने वाला है और इस मामले में सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन का है इसलिए यहां बेस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करने के बजाय OH2 को deprotonate कर देगा तो इसीलिए हमें इसे alkyl halide में बदलना है और फिर उसी chemistry को करना है जो हम करना चाहते हैं अब आइए कुछ अन्य तरीकों पर ध्यान दें जो हमें खराब लीविंग ग्रुप OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में बदलने में मदद करेंगे रिएक्शनओं में से एक फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड या PBr3 के साथ रिएक्शन है अब PBr3 के साथ रिएक्शन का उपयोग मुख्य रूप से प्राथमिक अल्कोहल के खराब लीविंग ग्रुप OH को संबंधित अच्छा लीविंग ग्रुप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जो ब्रोमाइड है तो अब हम इथेनॉल और PBr3 के बीच एक रिएक्शन को देखते हैं और तंत्र को समझते हैं तो पहले चरण में क्या होता है यह ऑक्सीजन यहां फास्फोरस पर हमला करने और ब्रोमाइड में से एक को अलग करने के लिए जा रहा है जो वास्तव में एक प्रोटोनेटेड डिब्रोमो फॉस्फेट समूह बना रहा है तो इसका क्या मतलब है यह एक प्रोटोनेटेड डायब्रोमो फॉस्फेट समूह बनता है साथ में Br बनता है और अगले चरण में यह बचा हुआ Br वापस आकर अटैक करेगा और इस लीविंग ग्रुप को हटा देगा अब एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यह प्रोटोनेटेड डाइब्रोमो फॉस्फेट समूह अब एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया है क्योंकि यह एक neutral अणु के रूप में छोड़ने वाला है और हम यहां जो बनाते हैं वह ब्रोमाइड है अब यह रिएक्शन जहां ब्रोमाइड अटैक करता है SN2 रिएक्शन है और इसीलिए हम इस तरह के PBr3 method का उपयोग केवल प्राथमिक अल्कोहल पर करते हैं क्योंकि यदि यह एक द्वितीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल होता तो हमला अधिक से अधिक कठिन हो जाता है वास्तव में टर्शरी अल्कोहल उस ब्रोमाइड को पीछे से अटैक करने और रिएक्शन के दूसरे चरण को बदलने की अनुमति नहीं देंगे तो इस प्रकार हम केवल प्राथमिक अल्कोहल के लिए इस PBr3 विधि का उपयोग करते हैं फिर कुछ अन्य तरीके क्या हैं जो हम द्वितीयक या टर्शरी अल्कोहल के लिए उपयोग करते हैं प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल को संबंधित क्लोरो अल्केन्स में परिवर्तित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले reagents में से एक थियोनाइल क्लोराइड या SOCl2 है जो अगली रिएक्शन हम SOCl2 के साथ देखने जा रहे हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के लिए किया जाता है ताकि उन्हें संबंधित क्लोरो अल्केन्स में परिवर्तित किया जा सके तो अब हम इस रिएक्शन को देखें तो जब हम SOCl2 के साथ इस तरह की रिएक्शन करते हैं तो हम कुछ प्रकार के बेस जैसे pyridine का भी उपयोग करते हैं जिसका उपयोग एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए किया जाता है जो कि तंत्र के दौरान आवश्यक होता है तो आइए इथेनॉल लेते हैं और नाइट्रोजन पर आधारित बेस की उपस्थिति में SOCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यह पिरिडीन हो सकता है यह किसी भी तरह का एमाइन हो सकता है अब रिएक्शन के पहले चरणों में से एक में ऐसा शामिल है कि ऑक्सीजन यहां हमला करता है और सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हटा देता है अब इस तरह का तंत्र हमारे लिए अब तक देखा नहीं गया है तो अब हम तंत्र पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे लेकिन हम जो उल्लेख करना चाहते हैं वह यह है कि बांड वापस आता है और इस अणु को बनाने के लिए क्लोराइड को हटा देता है I अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल पहले चरण के उत्पाद को बनाने के लिए पाइरीडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यह एक अल्किल क्लोरो सल्फोनेट है अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यहां पाइरीडीन की भूमिका मुख्य रूप से बेस के रूप में है कई बार आपने यह भी देखा होगा कि कुछ पाठ्यपुस्तकें उस अल्कोहल पर पाइरीडीन के हमले को दर्शाती हैं और वास्तव में एक एल्कोऑक्साइड बनाना शुरू करती हैं जिसके साथ फिर थियोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है लेकिन एक बात याद रखें कि अल्कोहल और संबंधित पाइरीडीन के बीच रिएक्शन बहुत आगे नहीं चलती है वास्तव में यदि आप pKa values को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस रिएक्शन के लिए K संतुलन बहुत कम है तो संबंधित एल्कोक्साइड का उत्पादन बहुत कम होगा यद्यपि यह एल्कोक्साइड की मात्रा न्यूनतम है यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है इसलिए यहाँ pyridine मुख्य रूप से बेस के रूप में कार्य करेगा लेकिन यह रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट की तरह भी कार्य करेगा अब अगले चरण पर आगे बढ़ते हैं अब दूसरे चरण में यह एल्काइल क्लोरो सल्फोनेट यदि आप क्लोरो सल्फोनेट समूह को देखते हैं तो यह एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया है और दूसरे चरण में पहले चरण में जो क्लोरीन बचा था वह वापस आ जाएगा इस कार्बन पर हमला करेगा और संबंधित लीविंग ग्रुप को अलग कर देगा अब यह लीविंग ग्रुप केवल इस तरह नहीं हटता है वास्तव में यह SO2 और HCl के रूप में हटता है तो वास्तव में यह एक प्रकार के बाय प्रोडक्ट के रूप में SO2 को छोड़ देता है और क्लोराइड फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके दूसरे बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बनाएगा I तो यह इसी उत्पादों का निर्माण करेगा अब SO2 एक गैस होने के कारण एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है तो यही कारण है कि यह रिएक्शन इसी क्लोरो अल्केन बनाने के लिए बहुत अच्छी yield के साथ आगे बढ़ती है एक बात याद रखें कि यह दूसरा चरण जहां क्लोरीन उस कार्बन पर हमला करता है वह एक SN2 चरण है इसलिए फिर से SOCl2 का उपयोग करके टर्शरी अल्कोहल को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं क्योंकि SN2 के दूसरे चरण में टर्शरी अल्कोहल की भूमिका नहीं होगी अब OH के खराब लीविंग ग्रुप को एक अच्छा लीविंग ग्रुप में बदलने का एक और तरीका है जो सल्फोनील क्लोराइड के साथ एक रिएक्शन है जिससे एल्काइल सल्फोनेट्स बनाते हैं सल्फोनेट्स बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप हैं तो इस शब्दावली पर चलते हैं सल्फोनील क्लोराइड एक अणु है जो इस तरह दिखता है जबकि एक सल्फोनिक एसिड जो एक बहुत मजबूत एसिड है जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो एक अणु है जो इस तरह दिखता है अब हम जिस चीज को देखने जा रहे हैं वह सल्फोनेट एनायन है और इस तरह दिखेगा और मैं सिर्फ इन कार्यात्मक समूहों को पेश करना चाहता था क्योंकि सल्फोनील क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन में हम अल्कोहल से अच्छे लीविंग ग्रुप बनाने के लिए उनका उपयोग करेंगे I तो अब सल्फोनील क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखते हैं तो आमतौर पर दो सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सल्फोनील क्लोराइड में से एक हैं पैरा टोल्यूनि सल्फोनील क्लोराइड जिसे tosyl क्लोराइड भी कहा जाता है तो आप इसे tosyl chloride या TsCl के रूप में लिखा हुआ देखेंगे यह TsCl के रूप में संक्षिप्त भी है यहां पैरा टोल्यूनि सल्फोनील क्लोराइड की संरचना ड्रॉ करते हैं तो यह पैरा टोल्यूनि सल्फोनील क्लोराइड है या तो यह प्रयोग किया जाता है या अन्य सबसे आम उपयोग किया जाने वाला सल्फोनील क्लोराइड मेसाइल क्लोराइड MsCl है और यह इसकी संरचना है I तो इसमें सल्फर से जुड़ा एक मिथाइल समूह है अब हम टॉसिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन को देखते हैं और हम देखते हैं कि यह रिएक्शन कैसे होती है तो मैं cyclohexanol लेने जा रहा हूं और मैं इसे पैरा टोल्यूनि सल्फोनी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा पहला कदम मैं ज्यादा विस्तार से नहीं करना चाहता क्योंकि पहला कदम तंत्र कुछ ऐसा है जिसे हमने अब तक नहीं देखा है लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां जाकर अटैक करेंगे और सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को खोलकर बदले में उस क्लोरीन को हटाकर कुछ ऐसा बनाएंगे I दोबारा जब हम कार्बोनिल यौगिकों के रिएक्शन तंत्र पर जाएंगे तो उस समय इस तरह के तंत्र आपके लिए स्पष्ट होंगे लेकिन अभी के लिए आप सोच सकते हैं कि निम्नलिखित यौगिक का उत्पादन होता है और इस मामले में भी यह आवश्यक है कि हम रिएक्शन मिश्रण में एक अच्छा बेस डालें I अब यहाँ pyridine की भूमिका फिर से उस प्रोटॉन को पकड़कर इस यौगिक को स्थिर बनाने के लिए होगी और यदि आप यहां इस विशेष compound को देखते हैं तो अब अल्कोहल एक अच्छे लीविंग ग्रुप में परिवर्तित हो गया है यह एक अच्छा लीविंग ग्रुप क्यों है तो जिस अच्छे लीविंग ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं वह वास्तव में यह है और यदि आप इस सल्फोनेट एनायन को याद करें जिसके बारे में हमने बात की थी तो याद रखें कि सल्फोनेट एनायन काफी स्थिर है क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अच्छी संख्या है और हम कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं यहां 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं और आप इतने ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार बना सकते हैं जैसे कि नकारात्मक चार्ज उन ऑक्सीजेंस oxygen's के बीच रिजोनेट कर सके और जितने अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतना ही अणु स्थिर होता है I और इस प्रकार निम्नलिखित लीविंग ग्रुप जो हमने बनाया है अब एक अच्छा लीविंग ग्रुप है सल्फोनेट आयन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो मैं इस विशेष यौगिक को ले सकता हूं जो कि साइक्लोहेक्सिल पैरा टोल्यूनि सल्फोनेट है और मैं इसे अपनी पसंद के किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा सकता हूं तो यहां दूसरा चरण ऐसा है कि मैं अपनी पसंद का न्यूक्लियोफाइल ले सकता हूं तो चलो न्यूक्लियोफाइल के रूप में ब्रोमीन लेते हैं और ब्रोमीन यहाँ एक SN2 प्रकार की रिएक्शन कर सकता हैजैसे कि आप उस कार्बन पर हमला कर सकते हैं और इसे एक लीविंग ग्रुप के रूप में अलग कर सकते हैं जिससे वास्तव में एक अच्छा लीविंग ग्रुप बना सकते हैं जो आपका सल्फेट एनायन है और यह alkyl bromine वास्तव में प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं यह पहला कदम है जब इस सल्फर पर ऑक्सीजन लोन पेयर ने अटैक किया था तब कार्बन ऑक्सीजन bond ने वास्तव में रिएक्शन में भाग नहीं लिया था वह ऑक्सीजन था जो सल्फर पर हमला कर रहा था लेकिन C O बांड रिएक्शन में प्रभावित नहीं होता है और परिणामस्वरूप यदि यह विशेष कार्बन एक चिरल कार्बन है क्योंकि इस पर एक चिरल केंद्र है तो रिएक्शन के पहले चरण में उस कार्बन का स्टीरियोकैमिस्ट्री प्रभावित नहीं होती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको कुछ रिएक्शनएं करने की अनुमति देता है जो कि थिओनाइल क्लोराइड नहीं देता है इसलिए मैं अगले कुछ मिनटों में ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं सल्फोनेट एस्टर का उपयोग करने का दूसरा फायदा यह है कि एक हाइड्रॉक्सिल समूह जो एक बहुत ही खराब लीविंग ग्रुप है इसे एक tosylate या एक मेसेलेट में परिवर्तित किया जा सकता है और आप जानते हैं कि दोनों वास्तव में अच्छे लीविंग ग्रुप हैं जो विभिन्न न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शनओं के लिए आसानी से विस्थापित हो सकते हैं तो आप देखेंगे कि उन सभी रिएक्शनओं के बीच जो खराब लीविंग ग्रुप OH को एक अच्छे लीविंग ग्रुप में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाती हैं इन सल्फोनेट एस्टर का उपयोग मुख्य रिएक्शनओं में से एक है जो chemists उपयोग करना पसंद करते हैं अब मैं एक उदाहरण पर जाना चाहता हूं यहाँ मेरे साथ R 2 पेंटेनॉल है और मैं इसे S 2 pentanethiol में बदलना चाहता हूँ तो इससे इसी S 2 pentanethiol में बदलना होगा अब निश्चित रूप से मुझे एक रिएक्शन करनी होगी जैसे कि मैं उस OH को एक बुरे लीविंग ग्रुप से एक अच्छे लीविंग ग्रुप में परिवर्तित कर सकूं और एक बार यह अच्छा लीविंग ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है जो संबंधित न्यूक्लियोफाइल SH आकर SN2 फैशन में हमला कर सकता है इसलिए मैं एक रिएक्शन जानता हूं जैसे कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप मैं LG को एक लीविंग ग्रुप के रूप में लिख रहा हूं इस विशेष स्थिति में एक अच्छा लीविंग ग्रुप SH के साथ एक SN2 तरह की chemistry में बदला जा सकता है अब सवाल यह है कि मैं एक खराब लीविंग ग्रुप से एक अच्छा लीविंग ग्रुप में OH कैसे बना सकता हूं जब कार्बन की chirality को भी एक समान रखना है अब याद रखें कि अगर मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो मैं इसी क्लोराइड का निर्माण करूंगा लेकिन क्लोराइड में यह विशेष प्रकार की स्टीरोकैमिस्ट्री होगी क्योंकि SOCl2 के साथ रिएक्शन का दूसरा चरण वह है जब क्लोराइड बैकसाइड से हमला करेगा और लीविंग ग्रुप को हटा देगा I और इस प्रकार क्लोराइड का निर्माण OH के विपरीत होगा और वास्तव में हालांकि क्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है जो अभिविन्यास या स्टिरियोकेमेस्ट्री मैं चाहता था वह नहीं है और इसलिए tosylate क्लोराइड या मेसाइल क्लोराइड का उपयोग करना फायदेमंद होगाI तो मैं मेसाइल क्लोराइड और पाइरिडिन के साथ एक रिएक्शन ड्रा करने जा रहा हूं पहले चरण में मैं इसे संबंधित सल्फोनेट एस्टर में परिवर्तित करने जा रहा हूं और इस रिएक्शन की कुंजी यह है कि जब हम सल्फोनेट एस्टर का उपयोग करते हैं तो इस केंद्र पर स्टीरोकैमिस्ट्री नहीं बदलती है I एक बार जब यह हो जाता है तो हम SH के साथ एक रिएक्शन करके संबंधित S 2 pentanethiol बना सकते हैं इसलिए आवश्यकता के आधार पर बुद्धिमानी से विधि चुनना महत्वपूर्ण है अब हम वापस जाते हैं और एक ऐसी रिएक्शन को देखते हैं जो हमने अल्कोहल बनाने के लिए देखी है आइए एक एल्कीन लेते हैं और H3O की उपस्थिति में हमने कहा है कि यह संबंधित अल्कोहल को सही बना सकता है तो यह वास्तव में 1 मिथाइलसाइक्लोहेक्सिन है जब H3O के साथ रिएक्शन करता है तो संबंधित टर्शरी अल्कोहल बनाता है अब मैं एक इससे संबंधित रिएक्शन पर जाना चाहता हूं जो एक जलयोजन रिएक्शन है जहां हमने पानी जोड़ा है अब हम एक रिएक्शन देखने जा रहे हैं जहां हम उस अल्कोहल को पानी के अणु हटाकर निर्जलित करेंगे I तो अब हम निर्जलीकरण रसायन विज्ञान पर जाएंगे अब हम जो रिएक्शन देखेंगे वह अल्कोहल की निर्जलीकरण रिएक्शन है और यह वास्तव में जलयोजन की रिएक्शन के खिलाफ है और इसलिए मैंने 1 मिथाइलसाइक्लोहेनॉल लिया है और मैं इसको 1 मिथाइलसाइक्लोहेक्सेन देने के लिए concentrated H2SO4 के साथ गर्म करने जा रहा हूं तो रिएक्शन का पहला चरण क्या हो सकता है और वास्तव में मैं चाहता हूं कि छात्र रिएक्शन के तंत्र को देखें उसे याद नहीं करें लेकिन अगर ये दो चीजें साथ में रखे तो क्या हो सकता है यह सोचना चाहिए I तो मेरे पास वास्तव में concentrated सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल मौजूद है हमने देखा है कि अल्कोहल वास्तव में कमजोर एसिड या कमजोर बेस के रूप में भी व्यवहार कर सकता है तो एक strong सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में यह एक कमजोर बेस के रूप में व्यवहार करेगा और यह सल्फ्यूरिक एसिड पर हमला करेगा बदले में हम यह प्रोटोनेटेड अल्कोहल अणु और इसी का संयुग्मित बेस बनाएंगे अब आपके पास एक अच्छा लीविंग ग्रुप है आप अम्लीय माध्यम में हैं और आपके पास टर्शरी carbon पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो आगे क्या होता है यह अच्छा लीविंग ग्रुप एक कार्बोकैटायन बनाने जा रहा है और यह एक टर्शरी कार्बोकैटायन है इसलिए यह पर्याप्त स्थिर है और रिएक्शन का अगला चरण तब होगा जब रिएक्शन में एक बेस होगा अब यहां हम जानते हैं कि हमारे पास वह संयुग्मित बेस मौजूद है लेकिन याद रखें कि यदि यह 85 प्रतिशत concentrated सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें पानी के अणु भी मौजूद होंगे I इसलिए अगले चरण में पानी के अणु जो मुख्य रूप से इस मामले में बेस के रूप में कार्य करेंगे उस हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बनाएंगे यदि आप याद करें तो यह तंत्र बहुत हद तक elimination unimolecular mechanism के समान है क्योंकि आपके पास यहां एक अच्छा लीविंग ग्रुप है एक अच्छा लीविंग ग्रुप कार्बोकैटायन बना कर अलग हो जाता है फिर एक बेस आता है जो बीटा हाइड्रोजन को पकड़ता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो यह E1 तंत्र है और आप देखेंगे कि हमने अल्कोहल से शुरू करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का गठन किया है अब इसी रिएक्शन को पीछे की ओर से किया जा सकता है जिसमें हम एक एल्केन से शुरू करेंगे H3O डालेंगे और वापस जाकर उसी का एल्कोहल बनेगा I तो H2SO4 की concentration के आधार पर रिएक्शन को एक छोर या दूसरे की ओर बढ़ाया जा सकता है यदि हम बहुत dilute एसिड का उपयोग करते हैं तो एल्कीन्स dilute एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको अल्कोहल देंगे जबकि यदि आप उच्च तापमान में मजबूत concentrated एसिड का उपयोग करते हैं तो अल्कोहल निर्जलित होकर इसी का एल्कीन बनाएगा I अब यदि आपको एल्कीन को अल्कोहल में बदलने की रिएक्शन तंत्र याद है और यदि आप रिएक्शन के सभी मध्यवर्तीों को देखते हैं तो एल्कीन एक प्रोटॉन पर अटैक करता है और एक कार्बोकैटायन बनाता है और बाद में कार्बोकैटायन पर पानी द्वारा हमला किया जाता है जिससे protonated अल्कोहल अणु बनता हैI जो बाद में इसी का अल्कोहल बनाएगा इसलिए वापस अल्कोहल से एल्कीन की ओर जाते हुए हम एक ही तरह के मध्यवर्ती देख रहे हैं वापस एल्कीन से अल्कोहल में जाने पर जो मध्यवर्ती आप देखते हैं वे समान हैं तो वास्तव में इसे माइक्रोस्कोपिक रिवर्सलबिलिटी का सिद्धांत 'Principle of Microscopic Reversibility' कहा जाता है तो इस सिद्धांत के अनुसार ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शनशील मध्यवर्तीों का क्रम निश्चित रूप से किसी भी reversible reaction के लिए तंत्र वही होना चाहिए लेकिन forward reaction के उलटे क्रम में backward reaction का क्रम होगा I इसलिए यदि आप forward reaction में 1 2 का गठन कर रहे हैं तो backward reaction की ओर आते हुए आप मध्यवर्ती को 2 और 1 के क्रम में बनाएंगे तो यह सूक्ष्म प्रतिवर्तीता का सिद्धांत है यदि हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल को निर्जलित करना मुश्किल है क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल वास्तव में एक स्थिर कार्बोकैटायन नहीं बना सकते हैं उनको E2 प्रकार के तंत्र की आवश्यकता होगी तो टर्शरी अल्कोहल को बहुत कम तापमान पर भी 50 डिग्री या उससे कम तापमान पर निर्जलित किया जा सकता है लेकिन जब हम माध्यमिक या प्राथमिक अल्कोहल पर जाते हैं हमें रिएक्शनओं के तापमान को बढ़ाना होगा ताकि संबंधित एल्कीन बन सकें